इस व्याख्यान में हम वीन का सूत्र व्युत्पन्न करने जा रहे हैं विशेष रूप से हम वीन के विस्थापन नियम और वीन के वितरण को देखने जा रहे हैं और दोनों उष्मागतिकी का उपयोग करके किए जाते हैं और जैसा कि आपको पता होना चाहिए उष्मागतिकी वास्तव में अंतःक्रिया के विवरण की परवाह नहीं करता है यह एक स्थूल सिद्धांत है और आइए हम वीन के इन सुंदर तर्कों को देखें और वे वर्णक्रमीय घनत्व के वितरण के लिए सही सूत्र प्राप्त करने के बहुत करीब आ गए और उन्हें वास्तव में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो पहली बात है वीन का विस्थापन नियम इसके लिए उन्होंने एक गुहा को गोलाकार माना जो आइए हम कहें कि यह बहुत धीमी गति से विस्तार या संकुचन कर रहा है बहुत छोटा वेग v यह किसी भी तरह से छोटे वेग v द्वारा हो सकता है और इसलिए उन्होंने एक गुहा के रुद्धोष्म विस्तार पर विचार किया जो गोलाकार गुहा है जो गोलाकार गुहा का रुद्धोष्म विस्तार है रुद्धोष्म का अर्थ है कि यह दबाव डालेगा कि ताप T पर ऊष्मा विनिमय 0 था हमने पहले जो देखा है वह यह है कि यदि मेरे पास इस तरह की गुहा है ठीक है यह एक दबाव लागू कर रहा है जो दाब p डाल रहा है जब इसे साम्यावस्था में रखते हुए रुद्धोष्म रूप से विस्तार करने की अनुमति है ठीक है इसलिए मैं इस पर कुछ बल लगाऊंगा और इसलिए यह कार्य करता है तो गुहा या अधिक उचित रूप से गुहा के अंदर विकिरण कार्य करता है क्योंकि गुहा विस्तारित होती है तो जैसे जैसे गुहा विस्तारित होती है यह कार्य करता है यदि यह कार्य करता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा का क्या होना चाहिए इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा u कम हो जाती है क्योंकि कार्य इस ऊर्जा की कीमत पर किया जाता है चूँकि ऊष्मा की आपूर्ति नहीं की जा रही है और इसका मतलब है कि ताप नीचे चला जाता है आयतन बढ़ रहा है ताप नीचे जा रहा है उसी समय अगर मैं इसे संपीड़ित करता तो त्रिज्या कम हो रही थी ताप बढ़ जाएगा क्योंकि मैं ऊर्जा में पंप कर रहा हूँ कुछ और भी होता है क्योंकि गुहा के अंदर विकिरण सब दिशांओं की और उछाल के रूप में फैलता है तो आप बारहवीं कक्षा के भौतिकी से याद करते हैं कि यदि कोई प्रकाश या ध्वनि चलती दीवार से परावर्तित होती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करता है तो लैम्ब्डा पर कोई भी प्रकाश जैसे ही यह उछलता है इसका बढ़ने लगता है क्योंकि आवृत्ति नीचे जाने वाली है इसलिए मैं वास्तव में इस रुद्धोष्म विस्तार का अध्ययन करके यह बता सकता हूँ कि में कितना परिवर्तन है और वह लैम्ब्डा T से कैसे संबंधित है और जहाँ हमने समाप्त किया और वहीँ से हम इसे आगे करने जा रहे हैं तो चलिए अब देखते हैं ये परिवर्तन कैसे होते हैं जब इस गुहा की त्रिज्या r है और प्रकाश किरण केंद्र से इस तरह जा रही है कि यदि मैं इस पर लंब खींचता हूँ तो वह कोण जहां यह टक्कर करता है वह थीटा है और फिर यह थोड़ा से परावर्तित होता है और यह π2 θ होने जा रहा है और इसलिए यह कोण मैं इसे यहाँ फिर से सफाई से बनाता हूँ तो यहाँ प्रकाश किरण है जो जा रही है यह एक केंद्र है यह कोण थीटा है प्रकाश किरण इस तरह परावर्तित हो जाती है और गुहा इस दिशा में वेग v के साथ फैल रही है अब तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन डॉप्लर सूत्र द्वारा दिया जाता है और v c से बहुत कम होता है तो 2vsinθc v के घटक होने जा रहें है जिन्हे प्रकाश की दिशा में ले लिया जा रहा है जो कि vsinθ है तो यह 2vsinθc होने जा रहा है तो यह 2λvsinθcप्रति परावर्तन होने जा रहा है तो प्रत्येक परावर्तन के दौरान तरंगदैर्ध्य में यह परिवर्तन होता है और मैं इसे ताप परिवर्तन से सम्बद्ध करना चाहता हूँ हम ताप परिवर्तन की गणना कैसे करते हैं तो ताप परिवर्तन की गणना यह उष्मागतिकी के पहले नियम का उपयोग करके किया जाता है जो कहता है कि QΔUpV अब मैं एक रुद्धोष्म विस्तार ले रहा हूँ तो यह 0 है और इसलिए ΔU pΔV के बराबर होने जा रहा है जिसे मैं u34r2r के रूप में लिख सकता हूँ जहां r गुहा की त्रिज्या है ΔU कुछ नहीं बल्कि ΔuV है जो u VuV होने जा रहा है जो कि u Vu4r2है तो आइए हम यह सब एक साथ बाईं ओर इकट्ठा करें और हमारे पास u V 43r3u4r2r u34r2r है अब मैं लिख सकता हूँ यह 4r2 सभी 4r2 4r2 4r2 से cancel हो जायेगा तो आपको ur3 4u3r मिलता है तो यह एक परिणाम है जो हमें मिला है जिसे मैं अगली स्लाइड में ले जाऊंगा तो हमें ur3 4u3r प्राप्त होता है यह 3 cancel हो जाता है और मुझे uu 4rr मिलता है अब मुझे पता है कि u T4 के समानुपाती है जिसका अर्थ है u∝4T3T अगर मैं स्थानापन्न करता हूँ तो मुझे uu4T3TT4 मिलेगा जो कि 4ΔTT है तो इससे सब के संयोजन से मुझे 4ΔTT 4rr प्राप्त होता है यह 4 cancel हो जाता है और मुझे TT rr dTT drr मिलता है इसका मतलब है कि Trconstant है जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है ताप नीचे आता जाता है तो हमने ताप और त्रिज्या को सम्बद्ध किया है और हमने Δλλ2vsinθc प्रति परावर्तन भी पाया है और हम इन दो को λ और T को संबंधित करने के लिए मिलाते हैं आइए देखें कि हम यह कैसे करते हैं Δλ 2vsinθc प्रति परावर्तन अब प्रत्येक परावर्तन के लिए प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी यदि त्रिज्या r है तो प्रति परावर्तन समय 2rsinθ है क्योंकि यह r है यह है तो यह rsinθ है यह rsinθ है तो 2rsinθc गुणा प्रति परावर्तन 2rsinθc है तो इस समय में गुहा की दीवारों द्वारा तय की गई दूरी Δr के बराबर होने वाली है जो कि 2rsinθcv के बराबर है जिसे मैं 2vsinθcr के रूप में लिख सकता हूँ इसका मतलब है कि 2vsinθc को Δrr के रूप में लिखा जा सकता है अब मैं इसे इस सूत्र में प्रतिस्थापित करता हूँ और Δλ मिलता है जो Δrr या dλdrr के बराबर होता है और यह आपको तुरंत rconstant देता है आइए हम जाँचें कि λcr dλcλdrcr dλcdrcr जो drr है तो यह λrconstant की जाँच करता है तो हमारे पास क्या है हमें Trconstant मिल गया है हम इसे c1 कहते हैं और हमें अभी अभी मिला है कि λrconstant जो कुछ c2 है हम इन दोनो को मिला सकते हैं और दोनों समीकरणों को गुणा कर सकते हैं यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2 यह मुझे बताता है कि Tλconstant इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है कि इस गुहा में जैसे जैसे यह फैलता है विकिरण साम्यावस्था पर रहता है यह T1 से T2 तक जाता है यदि मैं एक विशेष तरंगदैर्ध्य को देखता हूँ और उसका अनुसरण करता रहता हूँ तो यह लैम्ब्डा λ1 से λ2 में बदल जाता है यह ऐसा होगा कि T1 1 T2 2 यह विकिरण की कुछ लक्षण के संगत होना चाहिए तो हम जो लक्षण चुनते हैं λ की पहचान करने के लिए चुना गया लक्षण max है और फिर हम maxTconstant लिखते हैं और इसकी पुष्टि किए गए प्रयोगों से हुई और उन्होंने पाया कि maxT 2900 μmK के कोटि का है तो इसकी पुष्टि हो गई और इसलिए वीन का विश्लेषण सही था इस विश्लेषण का उपयोग पहली बार दूरी के तारों के तापमान और उन जैसी चीजों का अनुमान लगाने के लिए भी किया गया था क्योंकि आपको उनके स्पेक्ट्रम में max कहाँ है खोजना है और उसे इस सूत्र में रखना है और उस तारे का तापमान ज्ञात करना है दूसरा अधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए वीन ने जो माना है वह यह है कि जब एक उच्च ताप T1 से यदि मैं कम ताप T2 पर जाता हूँ तो विकिरण जो λ और λ Δλ के बीच होता है जब उस विस्थापन सूत्र के कारण दो विकिरण विस्थापित हो जाते हैं कुछ λ Δλ निहित ऊर्जा पहले केस में T1 u Δλ था और यह निहित ऊर्जा बन गया दूसरे केस में जो uλ Δλ है और मुझे सावधान रहना चाहिए कि यह ताप T2 पर है तो हमारे पास यह है कि u Δλ uλ Δλ पर चला गया है हालांकि मुझे पता है कि ताप निर्भरता क्या है निहित ऊर्जा T4 के समानुपाती है आपको याद है मैं ऊर्जा घनत्व का अनुपात नहीं लेने जा रहा हूँ लेकिन निहित ऊर्जा और इसलिए मेरे पास uΔλT14uλΔλT24 होगा यह अनुपात स्टीफन बोल्ट्जमान नियम द्वारा होना चाहिए हम यह मान रहे हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम छोटे अंतराल में निहित ऊर्जा के लिए भी है ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि आपको आपका उत्तर मिल गया है और यदि वे मेल खाते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं तो अब आपके पास यह सम्बन्ध है अब ध्यान दें कि T1T2 λΔλT1ΔλT2 और यह आपको तुरंत देता है यह एक साथ आपको ΔλT1ΔλT2 देता है और हम इसे इस समीकरण में स्थानापन्न करेंगे और मैं u प्राप्त करने जा रहा हूँ Δλ 1T1T15 के समानुपाती होने वाला है जो uλ1T25 के बराबर होने जा रहा है तो इस वक्र के विश्लेषण के माध्यम से और जिस तरह से लैम्ब्डा शिफ्ट होता है हमने पाया है कि u1T5 u के समान है मुझे इस primes को uλT'1T5 कहने दें अब मैं यह भी जानता हूँ कि Tλconstant तो इसका मतलब है कि u5uλT' 5 और यह एक स्थिरांक है तो इस विश्लेषण के माध्यम से हमें क्या मिलता है कि u5uλT' 5 एक स्थिरांक है मुझे पता है कि किस तरह का स्थिरांक होने वाला है जाहिर है कि u और ताप दोनों पर निर्भर करता है तो यह स्थिरांक मैं किसी फलन fTλ के रूप में लिखने जा रहा हूँ क्योंकि λT आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर नहीं बदलता है और इसलिए जैसे जैसे आप इस गुहा के आकार को बढ़ाते हैं या यदि आप एक कृष्णिका विकिरण से दूसरे में ताप बदलते हैं तो यह सबसे सामान्य रूप में एक f Tλ होने जा रहा है अन्यथा यह पूरे समय नियत होता लेकिन यह आपको λ और T दोनों u के फलन के रूप में नहीं देता और इसलिए हम इसे रखतें हैं और यह आपको तुरंत बताता है कि u किसी fT5 के रूप का है यह वीन का वितरण Wiens distribution है यह आपको यह भी बताता है कि चूंकि uΔλuΔν और यदि आप मेरे पिछले व्याख्यान से याद करते हैं तो पिछले व्याख्यानों में से एक में हमने प्राप्त किया है कि u2cu तो u fT5 है जिसे fTc552cu के रूप में लिखा जा सकता है और इसका मतलब है कि u किसी अन्य फलन gνT के रूप में है मैंने को cλ के रूप में लिखा है जो Tν है जिसे gT3 के रूप में भी लिख सकतें है तो ये 2 रूप हैं जो वीन द्वारा व्युत्पन्न किए गए हैं जो कि वीन द्वारा प्राप्त किए गए थे महत्वपूर्ण बात जो मैं इस तरफ लिखने जा रहा हूँ वह है हमारी हमने जो प्राप्त किया है वह है λT एक स्थिरांक है और u 5 प्रत्येक दिए गए λ के लिए एक स्थिरांक है इसलिए अगर मुझे अलग अलग λ के लिए एक विशेष ताप के रूप में प्रयोगात्मक वक्र दिया जाता है तो मैं हमेशा किसी अन्य ताप पर वक्र ज्ञात कर सकता हूँ क्योंकि जैसे जैसे ताप बदलता है मुझे संबंधित ' मिल जाएगा जो λTT के बराबर होगा और फिर इस सूत्र का उपयोग करेंगे जो कहता है कि u 5 uλT' 5 मैं uλT' ज्ञात कर सकता हूँ तो एक विशेष ताप पर प्रयोगात्मक वक्र दिया गया है वर्णक्रमीय घनत्व के लिए प्रयोगात्मक वक्र मैं इन वर्णक्रमीय घनत्व को किसी भी अन्य ताप पर ज्ञात कर सकता हूँ जो कि वीन के सूत्र की उपयोगिता है हम इसका और विश्लेषण करेंगे हम अगले कुछ व्याख्यानों में प्रयोगात्मक वक्रों का विश्लेषण करेंगे